तो पिछली कक्षा में हमने फोकल आसंजनों की अपनी चर्चा पूरी कर ली थी और कोशिका की संरचना सेल की संरचना को विनियमित करने के लिए और बलों के परिश्रम के लिए आवश्यक साइटोस्केलेटन पर चर्चा शुरू कर दी थी इसलिए हमने एक्टिन माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बने तीन अलग अलग फिलामेंट सिस्टम पर चर्चा शुरुआत की थी इसलिए ये तीन साइटोस्केलेटन सामूहिक रूप से कोशिका के यांत्रिक व्यवहार को निर्देशित करते हैं और मैंने ऐक्टिन और इसके पॉलीमराइजेशन डायनेमिक्स के साथ चर्चा शुरू कर दी थी इसलिए हमारे पास दो डंडे ऐक्टिन के जी ऐक्टिन और एफ ऐक्टिन हैं इसलिए एफ ऐक्टिन फिलामेंट्स जी ऐक्टिन के पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं और वास्तव में निर्धारित फिलामेंट्स बनाने की क्षमता जी ऐक्टिन की संकेंद्रण से तय होती है इसलिए महत्वपूर्ण संकेंद्रण के नीचे आपके पास कोई फिलामेंट्स नहीं होगा इसलिए Cc संकेंद्रण एक महत्वपूर्ण संकेंद्रण है यही कारण है कि Cc जिस पर फिलामेंट्स बन सकते हैं फार्म कर सकते हैं और इस Cc 01 माइक्रो मोलर ऑर्डर होने का अनुमान लगाया गया है हालांकि सावधान प्रयोगों से पता चला है कि इन ऐक्टिन फिलामेंट्स ध्रुवीकृत हो जाते हैं तॊ एफ ऐक्टिन फिलामेंट्स ध्रुवीकरण होता है इसका क्या मतलब है ध्रुवीकृत के रूप में यदि आप एक फिलामेंट है तॊ उसे अधिक प्रवृत्ति होगी एक दिशा में स्थानांतरित करने के लिए और यह कैसे संभव है तो क्या सावधान प्रयोगों से पाया गया है कि अगर आप एक मौजूदा फिलामेंट्स है और हमें कहना है कि मैं फिलामेंट्स के एक छोर से ब्लॉक करता हूं और मैं देखता हूं की क्या महत्वपूर्ण संकेंद्रण में इस छोर को विकसित कर सकते है इसलिए जो पाया गया है वह इस छोर में था जिसे एक छोर में कहा जाता है जो आमतौर पर तेजी से बढ़ता है इसलिए यह प्लस एंड या कंटीला एंड है महत्वपूर्ण संकेंद्रण 01 माइक्रो मोलर है दूसरे छोर के लिए अगर मैं इसी तरह एक प्रयोग करता हूं जिसमें मैं एक कैपिंग प्रोटीन के साथ कंटीले सिरे से अंत को ब्लॉक करता हूं तो आप आम तौर पर एक कैपिंग प्रोटीन का उपयोग करते हैं और आप देखते हैं कि यह किस दर पर यह माइनस अंत के लिए बढ़ेगा और यह पता चला है कि सीसी 06 माइक्रो मोलर है संकेंद्रण पर तो हम कहते हैं कि आपके दो 2 एंड हैं इसलिए जी ऐक्टिन की संकेंद्रण माइनस एंड बढ़ने के लिए आवश्यक 6 गुना प्लस एंड की है पर और इसके लिए फिलामेंट के अंत में बढ़ने के लिए आपको 01 माइक्रो मोलर की महत्वपूर्ण संकेंद्रण की आवश्यकता है बनाम फिलामेंट फिलामेंट के लिए माइनस एंड पर बढ़ने के लिए आपको 06 माइक्रोमीटर की आवश्यकता है इसलिए आपको 6 गुना अधिक संकेंद्रण की आवश्यकता है तो आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि यदि आपकी संकेंद्रण हमें कहना है कि मूल्य 01 माइक्रो मोलर है तो क्या होगा यह मूल्य 06 माइक्रो मोलर है इसलिए यदि आपके पास एक फिलामेंट है तो क्या होगा यदि आप मोनोमर संकेंद्रण पर काम कर रहे हैं जो इन दोनों श्रेणियों के बीच में है इसलिए आपके पास एक मौजूदा फिलामेंट है और हमें बता दें कि आपने अपने मोनोमर में से एक को लाल रंग से टैग किया है इसलिए यह मोनोमर फिलामेंट में जोड़ा जाएगा क्योंकि इस संकेंद्रण पर फिलामेंट माइनस अंत की तुलना में प्लस एंड में बहुत तेज दर से बढ़ेगा इसलिए यदि आप इसे कुछ समय के समय के एक समारोह के रूप में ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह लाल मोनोमर यहां है और जैसे जैसे समय बीतता है वह पीछे और पीछे धकेल देगा और अंत में एक समय में यह अंतिम छोर से बाहर आ जाएगा तो यह गतिविधि यह चीज जिसमें कुछ को फ्रंटेंड के रूप में जोड़ा जाता है और माइनस एंड से पहुंच जाता है इसे ट्रेडमिलिंग कहा जाता है तो एक्टिन के बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं जो भी देखा गया है और प्रदर्शित किया गया है कि एक्टिन आपको बता दें कि आपके पास एक प्रोटीन की उपस्थिति में एक मौजूदा एक्टिन फिलामेंट है जिसे अर्प 2 3 कहा जाता है जिससे आपको ब्रांचिंग घटना हो सकती है तो हम कहते हैं कि यह मेरा Arp 23 है एक शाखा नेटवर्क का गठन होगा और यह कोण 70 डिग्री है अतः परिणाम के रूप में आप Arp 23 और G actin की मौजूदगी में एक ही फिलामेंट से इस तरह का नेटवर्क बना सकते हैं तो यह विस्तार है इसलिए ब्रांचिंग के परिणामस्वरूप नेटवर्क फैलता है तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पतली झिल्ली है जिसे आप एक छोटे फिलामेंट के साथ शुरू करते हैं और आपके पास बहुत सारे डॉट्स हैं तो ये मेरे जी एक्टिन मोनोमर्स हैं यह जी एक्टिन है और यह मेरा फिलामेंट है इसलिए अगर हमारे पास Arp 23 है तो आप जो देखेंगे वह कुछ समय बाद ये फिलामेंट बनना शुरू हो जाएंगे और वे इस झिल्ली पर बल लगाना शुरू कर देंगे तो यह मेरी कोशिका झिल्ली हो सकती है और इस फिलामेंट नेटवर्क की वृद्धि से झिल्ली विकृति हो जाएगी या इसके बजाय यह झिल्ली को धक्का देगा हालाँकि यदि आपकी झिल्ली कठोर है तो हमें एक झिल्ली होने के बजाय कहें कि आप एक कठोर दीवार के साथ काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास एक कठोर दीवार है और आपके पास फिलामेंट्स हैं जो पॉलीमराइज़्ड हैं इसलिए यदि आपके पास एक कठोर अचल दीवार है और आपके एक्टिन नेटवर्क का पिछवाड़ा का एंकर हो चुका है इसलिए यदि आप एंकर नहीं करते हैं तो पूरा नेटवर्क पीछे बह जाएगा हालाँकि आपका बैक एंड एंकर है और फिर नेटवर्क वास्तव में दीवार पर एक जोर का बल लगाएगा तो सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह पता लगाना है कि एक एक्टिन नेटवर्क द्वारा अधिकतम बल क्या हो सकता है जो दूसरा प्रश्न आता है वह इससे संबंधित है कि एक एक्टिन नेटवर्क के लिए बल वेग संबंध की प्रकृति क्या है इसलिए यदि आप इस दीवार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो पोलीमराइजेशन बल इस दिशा में इस दीवार को आगे बढ़ाते रहेंगे हालाँकि कल्पना करें कि क्या आप वास्तव में इस दीवार को एक निश्चित बल f के साथ बांधते हैं इसलिए यदि पोलीमराइजेशन का प्रभाव पोलीमराइजेशन के प्रभाव को उत्पन्न करता है तो पॉलीमराइजेशन का परिणाम इस बल से कम होता है तब शायद दीवार अपनी स्थिति में बनी रहेगी हालाँकि यदि बल इस f से बड़ा है तो दीवार हिल जाएगी तो इसके परिणामस्वरूप आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस दर पर दीवार चलती है अगर यह एक बल एफ द्वारा विवश है और यह एक एक्टिन नेटवर्क के बहुलककरण के अधीन है इसलिए इन दो सवालों के जवाब के लिए मैं दो दृष्टिकोण दिखाने जा रहा हूं एक एक प्रयोगात्मक है और फिर एक कम्प्यूटेशनल एक है तो प्रयोगात्मक रूप से कल्पना करें आपके पास एक सेल है और आप एक AFM कैंटीलीवर स्थापित करते हैं इसलिए हमारे सभी प्रोटीन खुलासा प्रयोगों में मैंने आपको बताया कि एएफएम को इस दिशा में स्थानांतरित कर दिया गया है लेकिन यह एक प्रयोग डिजाइन करना संभव है जिसमें आपके एएफएम कैंटीलीवर वास्तव में इस तरह की ज्यामिति है तो इस विशेष प्रयोग में इस ज्यामिति का क्या फायदा है जब सेल इस दिशा में पलायन कर रहा है आप टिप के विक्षेपण की निगरानी कर सकते हैं तो माइग्रेशन एक्टिन पोलीमराइजेशन द्वारा संचालित है इसलिए यदि आप यहां एक टिप देते हैं तो जैसे कि सेल टिप को आगे बढ़ाने के लिए शुरू में टिप विकृत करना शुरू कर देगा लेकिन एक निश्चित विक्षेपण से परे टिप का विक्षेपण होता है और यह सेल पर एक प्रतिरोध बल लगाने की कोशिश करेगा जिसका अर्थ है कि सेल अधिक से अधिक बल के अधीन है तो आप समय के एक समारोह के रूप में विस्थापन को ट्रैक कर सकते हैं और आप यह प्राप्त कर सकते हैं कि अगर मैं समय के एक समारोह के रूप में टिप या विस्थापन के विक्षेपण को ट्रैक करता हूं तो टिप विक्षेपण मे आप एक वक्र प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं तो यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय चलता रहता है सेल धकेलता रहता है जिससे विक्षेपण में वृद्धि होती है और एक बार एक निश्चित बल पहुँच जाने के बाद सेल टिप को आगे नहीं बढ़ा सकता है परिणामस्वरूप विशिष्ट घर्षण पठार हो जाता है जिसका अर्थ है कि कोशिका धकेलना बंद कर देती है तो यहाँ आप उत्पन्न कर सकते हैं और आप इस वक्र को बल बनाम वेलोसिटी में परिवर्तित कर सकते हैं तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है लेकिन इस वक्र और बल का ढलान k गुणा d है तो आप इसे एक बल वेग वक्र में बदल सकते हैं यह वक्र कुछ ऐसे दिख सकता है तो प्रयोगात्मक रूप से यह कई शोधकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि आप एक अवतल बल वेलोसिटी संबंध हो सकता है इसलिए एक निश्चित संख्या में बलों पर एक सेल निरंतर वेलोसिटी से पलायन कर सकता है लेकिन एक निश्चित कटऑफ से परे वेग काफी कम हो जाता है तो फाइब्रोब्लास्ट के लिए यह कटऑफ मुझे लगता है कि यह 04 नैनो न्यूटन के क्रम का है तो यह अधिकतम बल है जिस पर सेल एक स्थिर गति से पलायन कर सकता है लेकिन यह सेटअप इंजीनियर करना मुश्किल है इसलिए आप मौजूदा या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एएफएम का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको डिज़ाइन का निर्माण करना होगा और इन मापों को सिमुलेशन में एक विकल्प करने में सक्षम होने के लिए अपना स्वयं का साधन बनाना होगा तो आइए संदर्भ समय 1403 इसलिए मैं बल वेग वक्रों का अनुकरण करना चाहता हूं और आप जवाब देना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको उत्तल f v वक्र बनाम अवतल f v वक्र मिलेगा इसलिए मैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग करने वाले एक दृष्टिकोण का वर्णन करूंगा तो आप मोंटे कार्लो सिमुलेशन कैसे सेट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसका चर्चा करेंगे कल्पना कीजिए सिमुलेशन के हिस्से के रूप में मैं एक्टिन पोलीमराइजेशन एक्टिन डेपोलाइराइजेशन एक्टिन ब्रांचिंग के प्रभाव को पकड़ना चाहता हूं तो मैं यह बताता हूं कि इस तरह का मॉडल कैसे सेट किया जा सकता है तो कल्पना कीजिए कि आप एक निश्चित लंबाई के एक एक्टिन फिलामेंट से शुरू कर रहे हैं इस मामले में कहते हैं आइए हम तीन मोनोमर्स हैं और फिलामेंट की पिछली दीवार विवश है जिसका अर्थ है कि फिलामेंट नहीं हिल सकता है तो आप जी एक्टिन संकेंद्रण को निर्धारित कर सकते हैं और फिर अनुकरण कर सकते हैं इसलिए यहां तीन संभावनाएं हो सकता है आप फिलामेंट का विकास कर सकते हैं तो यह फिलामेंट बढ़ सकता है यह एक संभावना है दूसरी संभावना आपके पास यह फिलामेंट सिकुड़ सकता है तो यह पोलीमराइज़ेशन है यह डिपोलाइमराइजेशन को दर्शाता है और आपके पास एक और स्थिति हो सकती है जिसमें हम कहते हैं कि अगर फिलामेंट काफी लंबा है तो आप एक दूसरा फिलामेंट जोड़ सकते हैं जो एक कोण पर शुरू होता है तो यह कोण 70 डिग्री है तो यह एक ब्रांचिंग घटना का अनुकरण करता है अब शाखा बनने के लिए दो बाधाएँ हैं तो एक आम तौर पर उम्मीद करेंगे कि यदि एक रेशा बहुत छोटा है तो एक शाखा बनने की संभावना कम है तो सिमुलेशन में यह बनाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं की आप कह सकते हैं कि अगर फिलामेंट की लंबाई कुछ लंबाई से कम है जैसे Dbr तो मैं लिखता हूं यह कि यह एक मौजूदा फिलामेंट से निकलने वाली शाखा के लिए न्यूनतम लंबाई है तो जब तक यह रेशा लंबाई Dbr नहीं है तब तक नए रेशा इस मौजूदा रेशा से शाखा नहीं कर सकते यह भी सुनिश्चित करता है एक बार जब आपके पास यह फिलामेंट शाखा होती है तो यह यहां से एक नया फिलामेंट बन जाता है तो आप एक और ब्रांचिंग घटना के लिए हो सकते हैं आपको बता दें कि यहां से एक और ब्रांचिंग घटना हो रही है तो इस दूरी डी को Dbr से अधिक होना चाहिएब्र तो डीब्रो भी दो शाखाओं वाले बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है तो यह वही है जो आपके पास हो सकता है तो दूसरी बात यह है कि आप इस नेटवर्क के विकास का अनुकरण करना चाहते हैं तो आपके पास ये फिलामेंट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर मैं इसका चित्र करता हूं तो यह आप के पास फिर से एक और फिलामेंट तत्व हो सकता है जिसकी लंबाई डी को Dbr से अधिक होना चाहिएब्र तो दूसरी चीज जो आप शुरू करते हैं अनुकरण की शुरुआत में दीवार की स्थिति क्या है और वह कौन सा बल f है जिसके साथ आप संयम कर रहे हैं इसलिए आपका न्यूनतम आप 3 मोनोमर्स से शुरू कर रहे हैं तो एक शुरुआती दूरी है जिसे आप कह सकते हैं कि यह दूरी Dw या Dwall है अब हम कुछ परिदृश्यों की कल्पना करते हैं कि फिलामेंट पॉलीमराइज़ होने पर क्या हो सकता है तो बहुत शुरुआत में जब फिलामेंट दीवार से बहुत दूर रखा जाता है तो आपके पास एक निश्चित दर हो सकती है जो एक मोनोमर को एक दर r ron जोड़ा जा सकता है तो यह ron जो दर है जिस पर पॉलीमराइजेशन होता है वह दो चीजों से तय होता है तो आप ron के लिए अभिव्यक्ति को k0 के रूप में लिख सकते हैं जो आंतरिक बहुलीकरण दर टाइम्स जी ऐक्टिन बहुलीकरण है तो जब फिलामेंट दीवार से बहुत दूर है यह वह दर है जिस पर आप एक मोनोमर जोड़ सकते हैं हालाँकि आइए हम एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगाएं जिसमें बाद के पोलीमराइजेशन के परिणामस्वरूप रेशा दीवार को छूने वाला हो तो इस मामले में क्या होगा आपके ron आपके पास एक बल एफ है जो दीवार को धक्का दे रहा है तो यह इस अभिव्यक्ति k0C को संशोधित करेगा और आमतौर पर जो किया जाता है आप इस तरह से एक अभिव्यक्ति लिखते हैं जहां डेल्टा तो हम मान लेते हैं कि d एकल मोनोमर लंबाई है और आपके पास एक निर्भरता e to the power minus f times delta by KBT है इसलिए KBT में ऊर्जा की इकाइयाँ हैं f बल हैं और डेल्टा वह दूरी है जो दीवार को दूरी पर ले जाए यदि आप उस बिंदु पर एक मोनोमर जोड़ना चाहते हैं तो यह डेल्टा मैं d के बीच एक अंतर बना रहा हूं जो कि मोनोमर की लंबाई और डेल्टा है तो एक सीधे फिलामेंट के मामले के लिए यदि एक नया मोनोमर जोड़ा जाना है तो मेरे पास डेल्टा d के बराबर होना चाहिए हालाँकि यदि आपके पास इस तरह की ज्यामिति है इसलिए यह मेरी दीवार है और मैं यहां एक मोनोमर जोड़ना चाहता हूं तो यह मेरा d है और उस मामले में डेल्टा कुछ भी नहीं है लेकिन d cosθ है तो आपका θ 70 डिग्री है क्योंकि नया फिलामेंट 70 डिग्री के कोण पर जुड़ जाता है तो डेल्टा अलग हो सकता है लेकिन यह ये कहते हैं की अगर आप कार्यात्मक निर्भरता पर यहाँ देख रहे हैं और अगर कोई बल की एक ह्यूंगस मात्रा है जो दीवार को प्रतिबंधित कर रही है तो इसके इसके अतिरिक्त दर 0 e to the power minus f delta के लगभग करीब है लेकिन अगर f छोटी है तो शायद उस दीवार को पीछे धकेला जा सकता है तो इसी तरह आप ब्रांचिंग की दर के लिए यही काम कर सकते हैं तो दिया गया फिलामेंट मैं आपके पास तीन घटनाएं हो सकती हैं ठीक है अगर वहाँ एन फिलामेंट्स हैं तो हम कहते हैं की प्रत्येक फिलामेंट पोलीमराइज़ कर सकता है तो कितनी संभावनाएं हैं n संभावनाएं मौजूद हैं प्रत्येक फिलामेंट के लिए प्रत्येक फिलामेंट डिपोलाइज हो सकता है फिर से एन संभावनाएं हैं और प्रत्येक फिलामेंट शाखा कर सकता है तो यहाँ यह जरूरी नहीं है कि n संभावनाएं हों लेकिन j संभावनाएं भी है जहां j आपके पास यह बाधा होनी चाहिए जो हमेशा पूरी हो क्यों j n से कम बराबर है क्योंकि हमारे पास बाधा है कि दो ब्रांचिंग बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी Dbr से अधिक होनी चाहिएब्र तो आपके पास कुछ आंतरिक गुजर दर kbr है लेकिन वह केवल दूरी के बाद आएगी इसलिए किसी भी समय कदम पर कुल 2n j इवेंट संभव हैं तो मोंटे कार्लो में आप जो भी करते हैं वह किसी भी समय कदम पर आप केवल फायर करते हैं या केवल एक घटना को ट्रिगर करते हैं तो किसी भी समय कदम पर आप एक पोलीमराइज़ेशन इवेंट डेपोलाइराइज़ेशन इवेंट या ब्रांचिंग इवेंट हो सकते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या संभावना है कि आप को बहुलीकरण की दर का ज्ञात हो अगर n फिलामेंट हो तो अगर n फिलामेंट हो तो शुद्ध बहुलकीकरण दर ron के योग के बराबर सभी फिलामेंट के लिए है इसी तरह आप नेट डेपोलाइजेशन दर पा सकते हैं तो आमतौर पर इस सिमुलेशन में depolymerization दर स्थिर है और आप शाखाओं की दर भी कर सकते हैं तो संक्षेप में आप यह जान सकते हैं कि प्रत्येक घटना की संभावना क्या है यह विशेष रूप से km योग से होने वाली घटना है m equal to 1 to 2nj के बराबर है तो आप अनिवार्य रूप से इन घटनाओं की संभावना का पता लगा सकते हैं और फिर यहां से आप उस डेल्टा टी का पता लगा सकते हैं जिस पर आप उसे ट्रिगर करने जा रहे हैं और यह भी परिभाषित किया गया है कि r 0 और 1 के बीच एक समान यादृच्छिक संख्या है मैं आज के लिए यहां रुकूंगा और हम अगले व्याख्यान में इस चर्चा को जारी रखेंगे ध्यान देने के लिए धन्यवाद